प्रोफेसर नमस्कार एंपैथाइज के इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है हम पिछले वीडियो में पहले व्यक्तित्व की कस्टमर जर्नी मैपिंग कर रहे थे इस वीडियो में हम उसी केस स्टडी जिस पर हम काम कर रहे थे मैं दूसरे व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे अब हम ऐसा दोबारा क्यों कर रहे है एक कारण तो यह है कि शायद इससे आपको ग्राहक की यात्रा का नक्शा कैसे बनाया जाता है का एक अलग नज़रिया मिलेगा और साथ ही में हम एक ऐसे व्यक्ति का निरीक्षण करने जा रहे हैं जो शायद इसका प्रयोग कर सकता है या इसी यात्रा से गुजर रहा है अधिकतर यही मुख्य उद्देश होता हैl आप तीन से चार व्यक्तित्व संभवत देखेंगे और मात्र एक नहीं जैसा कि मैंने सुझाव दिया है वह न्यूनतम है मात्र न्यूनतम जो मैंने सुझाव दिया है परंतु विशेष प्रयोग में आप करीब तीन से चार का खाका बनाएँगे यह खाका आप शब्दों से बना सकते हैं और कुछ लोग जिनका रुझान हो वह उस व्यक्तित्व से मिलते जुलते व्यक्ति का असली चित्र बनाने की कोशिश कर सकते हैं परंतु यदि आप चित्र बनाने में माहिर नहीं है तो आप सिर्फ स्टिक फिगर भी बना सकते हैं ग्राहक के यात्रा का नक्शा बनाने के लिए मैं इसे करने की बहुत सिफारिश भी करुंगा तो मेरे साथी यहां से बात को आगे बढ़ाएंगे और दूसरा कस्टमर जर्नी मैप बनाएँगे तो मैं आपको सोंपता हूं सिद्धार्थ मातुरी मित्रों क्योंकि पहले वीडियो में हमने विद्यालय जाने वाले छात्र को लिया था इसलिए हम दूसरे व्यक्तित्व के लिए कॉलेज जाने वाले छात्र उदाहरण के लिए करीब 24 से 25 वर्षीय परास्नातक छात्र को लेंगे तो सबसे पहले हम इस व्यक्ति का नाम तय कर लेते हैं नित्थिन चलो हम उसका नाम प्रिंस रख देते हैं प्रोफेसर पहला सैम था और अब प्रिंस ठीक है नित्थिन प्रिंस 24 साल का है सिद्धार्थ 24 वर्षीय और नित्थिन वह भारत में दिल्ली के एक विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है सिद्धार्थ भारत में दिल्ली उसका भौगोलिक स्थान है यह हमारे दूसरे चरित्र का मूल व्यक्तित्व है और हमने इसे यहां चिपका दिया है नित्थिन तो हम प्रिंस की कौन सी क्रिया का नक्शा बना रहे हैं सिद्धार्थ क्योंकि हमने यह देख लिया है की एक विद्यालय जाने वाला छात्र नोट्स किस प्रकार लिखता हूं तो हम अब छात्र जीवन की अगली क्रिया पर जाएंगे जिसमें की छात्र अपने नोट्स पर वापस जाता है या घर पर पड़ता है तो घर पर पढ़ना क्रिया होगी ठीक है नित्थिन तो हमें फिर से या देखना पड़ेगा कि इससे " पहले" " दौरान" और " बाद" की क्रियाएं क्या होंगी पढ़ाई करने से पहले छात्र संभवत क्या कर सकता है सिद्धार्थ शायद अपने लिए सही जगह का चुनाव और पुस्तकों और अन्य पाठन सामग्री को सुव्यवस्थित करना नित्थिन बिल्कुल सही पढ़ने के लिए सारी आवश्यक पाठन सामग्री को एकत्रित करना सिद्धार्थ हां सारी पाठन सामग्री लाना नित्थिन तो इसमें उस विषय से संबंधित उसके सारे नोट्स और पुस्तकें शामिल होंगी सिद्धार्थ बिल्कुल नोट्स और पुस्तकें तो पहली क्रिया क्या होगी मेरा मतलब है क्रिया से " पहले" के अंतर्गत उसका पहला कदम क्या होगा नित्थिन शायद वह अपने आप को ऐसी अवस्था में लाएगा जहां वह किसी सीट जैसे कि पढ़ने की मेज या बिस्तर पर बैठ कर पढ़ सके सिद्धार्थ ठीक है अपने को पढ़ाई के स्थान पर सुव्यवस्थित करना दूसरा कदम होगा फिर वह शायद विशिष्ट पाठ पर जाएगा नित्थिन उचित पाठ या विषय सही है सिद्धार्थ तो विशिष्ट पाठ के अनुसार अपनी पुस्तक और नोट्स खोलना मेरे हिसाब से क्रिया के "पहले" होने वाली मूल गतिविधि होगी नित्थिन पढ़ने की क्रिया ठीक सिद्धार्थ कोई और बात सुप्रतिप नहीं यही वह मूल काम है जो कोई करना चाहेगा सिद्धार्थ तो हम आगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं कोई और कोई बात सर प्रोफेसर सब ठीक चल रहा है नित्थिन अब हम क्रिया के " दौरान" पर आते हैं सिद्धार्थ हां क्रिया के "दौरान" नित्थिन संभवत जो पहला काम वह करेगा वह उस विशिष्ट पाठ के लिए या तो पुस्तक या उपयुक्त नोट्स जो उसने लिखे थे पढ़ेगा सिद्धार्थ हां उस विषय से संबंधित नोट्स या पाठ पड़ेगा सही है नित्थिन हां यह पहली क्रिया होगी सिद्धार्थ तो यह वह समय है जब वह वास्तव में पढ़ना शुरू करता है नित्थिन वह वास्तव में पढ़ना शुरू करता है सिद्धार्थ यह D1 क्रिया का घटनाक्रम हो गया नित्थिन हां दूसरा वह शायद लिखना या रेखा चित्र बनाना शुरू करेगा सिद्धार्थ वह रनिंग नोट्स लिखेगा नित्थिन रनिंग नोट्स जिससे कि वह सीखें सुप्रतिव अभ्यास के लिए लिखना नित्थिन अभ्यास के लिए लिखना सिद्धार्थ अभ्यास के लिए लिखना या रनिंग नोट्स नित्थिन हां और सुप्रतिव आपको क्या लगता है की रेफरेंस सामग्री को देखने के दौरान उसे अन्य रिफरेंस सामग्री की आवश्यकता हो सकती है तो यह भी हो सकता है नित्थिन मुझे जो छात्रों की पढ़ाई से संबंधित जानकारी मिली है उसके अनुसार आज के समय में वे अक्सर ऑनलाइन या यूट्यूब पर वीडियो देख कर विषय को बेहतर तरीके से समझते हैं या यदि कोई विषय जो वह पढ़ रहे हैं थोड़ा अस्पष्ट है तो भी वह शायद ऐसा कर सकते हैं तो यह भी पढ़ने की क्रिया में शामिल होगा सिद्धार्थ बहुत खूब तो यह संशय वाले विषय में ऑनलाइन मदद लेना हुआ नित्थिन संशय वाले विषय हां श्याम ऑनलाइन और ऑफलाइन पुस्तकों जैसे कि रेफरेंस पुस्तक से मदद लेना नित्थिन यह रेफरेंस पुस्तक का विकल्प हो सकती है सिद्धार्थ ऑनलाइन ऑफलाइन रेफरेंस सामग्री सुप्रतिप रेफरेंस सामग्री नित्थिन आगे सीखने के लिए ऑनलाइन रेफरेंस सामग्री हां ठीक है सिद्धार्थ आगे पढ़ने के लिए रेफरेंस सामग्री ठीक है तो यह इस क्रिया का तीसरा कदम हो गया इसके अलावा भी कुछ घर में पढ़ते हुए छात्र कर सकता है नित्थिन यदि वह आज जो पढ़ रहा है वह पहले से पढ़े हुऐ किसी विषय से संबंधित है तो शायद वह उन नोट्स या पाठों को ढूंढेगा जो उसने याद किए थे या दोहराहे थे तो वह यह भी कर सकता है सिद्धार्थ अपने पहले के ज्ञान को इसमें जोड़ेगा नित्थिन जो आज सीख रहा है और जो पहले से उसे आता है उसमें एक तरीके का संबंध स्थापित करेगा सिद्धार्थ बिल्कुल पुरानी और नई सीख के बीच में सेतु बनाएगा हां अब अगर पढ़ने के "दौरान" प्रिंस द्वारा की गई क्रियाएं पूरी हो गई हो तो हम लोग पढ़ने के "बाद" की क्रियाओं पर बात करते हैं जब उसकी सारी तैयारी हो गई होगी तो आप लोग क्या सोचते हैं की वह क्या करेगा नित्थिन हां शायद वह यह जांचना चाहेगा कि उसका अध्ययन और समझ सही है या नहीं सिद्धार्थ वह अपने ज्ञान को जांचेगा दोहराएगा नए विषय के ज्ञान को पररखेगा ठीक तो यह "बाद" के लिए पहली क्रिया होगी यदि जांच का परिणाम सकारात्मक आता है तो उस स्थिति में वह दूसरे पाठ की ओर बढ़ सकता है या दूसरी स्थिति वह होगी जहां जांच का परिणाम नकारात्मक आता है नित्थिन वह अपने समझ के स्तर से संतुष्ट नहीं है सिद्धार्थ ठीक है तो तब हम शायद दो अलग अलग स्तिथियों मे इसे बाँट सकते हैं यह 2 होगा जहां स्थिति सकारात्मक है और वह अगले विषय की ओर बढ़ेगा और नकारात्मक स्थिति में जहां की वह अपनी ही जांच में असफल हो गया है वहां वह शायदl नित्थिन शायद वह "दौरान" वाली क्रिया पर वापस जाएगा सिद्धार्थ शायद वह D1 पर जाएगा नित्थिन सीखने के "दौरान" में D1 पहली क्रिया है हां सिद्धार्थ वापस जाना नित्थिन फिर से अवधारणा को पढ़ना और समझना सिद्धार्थ उसी विषय से संबंधित प्रोफेसर यहां मेरा आपको यह सुझाव रहेगा कि आप इसमें यह जोड़ दें की यहां से हम वहां जैसे कि D1 तक जाएंगे लूप का प्रयोग असामान्य नहीं है पर यह बताता है कि कुछ चल रहा है तो यह एक प्रकार का दिखाने का साधन है तो इसलिए एरो इत्यादि का होना ठीक है क्रिया जितनी जटिल होगी उतने ही अधिक लूप्स होना सामान्य है पर अधिकतर इसकी संरचना सीधी या रेखीय होती है परंतु मैंने कहीं पर देखा है की यह आपस में जुड़ी होती हैं तो यह बिल्कुल सही है आप सही कर रहे हैं आपको सतर्क रहना चाहिए सिद्धार्थ तो यह जांच के बाद की दो स्तिथियाँ होंगी प्रोफेसर तो सकारात्मक नकारात्मक नकारात्मक वापस D1 पर जाएगा जैसा कि फ्लो चार्ट में होता है ठीक है सिद्धार्थ जांच करने के बाद अगर वह सफल रहा है तो वह परिणाम से खुश है और वह दूसरे विषय की ओर बढ़ेगा तो यह उसका अगला कदम होगा नित्थिन सही दूसरे विषय की ओर बढ़ना सिद्धार्थ अगले विषय की ओर बढ़ना ठीक है यह "बाद का तीसरा चरण हो जाएगा इस परिस्थिति में हम फिर से D1 पर जा सकते हैं प्रोफेसर बिल्कुल नित्थिन क्योंकि अगले विषय की ओर बढ़ने का मतलब है जिस क्रिया का नक्शा हमने पहले से बनाया हुआ है उसे फिर से शुरू करना प्रोफेसर बिल्कुल l सिद्धार्थ ठीक है तो हमारे हिसाब से यह नित्थिन सीखने का एक चक्र होगा सिद्धार्थ सीखने की क्रिया जो कि प्रिंस घर जाकर करता है प्रोफेसर ठीक है मैंने ध्यान दिया है की अवश्य ही इस बार आपने पहले से ज्यादा सुंदर तरीके से लिखा है और मैं प्रिंस की आंखों से उसकी यात्रा का तार्किक प्रवाह देख सकता हूं और उसके साथ चल सकता हूं हम देख सकते हैं कि वह कहां जा रहा है और अब जबकि यह समाप्त हो चुका है आपने जिस तरीके से इसे किया वह मुझे पसंद आया अवश्य ही अगला चरण भावनात्मक नक्शा बनाना होगा सिद्धार्थ B1 पर वापस चलते हैं यहां पर सैम सारी पाठन सामग्री नोट्सऔर पुस्तकें इकट्ठी कर रहा है और यदि हम आदर्श परिस्थिति मानकर चलें जिसमें प्रिंस पढ़ना चाहता है तो यहां पर सैम खुश होगा सुप्रतिव यहां सब कुछ उपलब्ध दिख रहा है सिद्धार्थ हां फिर अपने को पढ़ने की मेज पर व्यवस्थित करना मैं कोई विशेष मानसिक प्रयास नहीं लगता है सुप्रतिव इससे कोई भावनाएं नहीं जुड़ी होंगी नित्थिन और इसमें तकलीफ हो सकती है क्योंकि उसे वह विशिष्ट पाठ पुस्तक में खोलना है पुस्तक में वह कुछ विशिष्ट शब्दों को ढूंढ रहा होगा जिनकी जानकारी उसको विशेषकर तब नहीं होगी जब वह उस पुस्तक का प्रयोग पहली बार कर रहा होगा हाँ तो मेरे ख्याल में यह शायद उसके लिए परेशानी हो श्याम वह उलझा हुआ हो सकता है नित्थिन हां फिर से उलझा हुआ तो एक दुखी इमोजी सिद्धार्थ उलझा और उदास "पहले" चरण की यही भावना होगी अब हम D1 पर आते हैं जो कि "दौरान" की क्रिया है यहां पर वह विशेष कारण से नोट्स और पाठ पढ़ रहा है जो कि उसके व्यक्तित्व को खुशी देते हैं इसलिए यहां पर प्रिंस खुश है अभ्यास के लिए लिखना या रनिंग नोट्स भी अध्ययन के भाग हैं और इस दौरान भी वो खुश है नित्थिन हां यह अध्ययन की क्रिया है सिद्धार्थ तो वह फिर से खुश है जब आगे के अध्ययन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रिफरेंस सामग्री का प्रयोग कर रहा है नित्थिन यह फिर से एक समस्या हो सकती है क्योंकि उसे शायद किसी अन्य प्रकार का संसाधन प्रयोग करना पड़ेगा अगर वह ऑनलाइन माध्यम पर जाएगा तो उसे लैपटॉप का प्रयोग करना पड़ेगा अगर वह ऑफलाइन जाएगा तो उसे अन्य पुस्तक प्रयोग करनी होगी इससे अध्ययन क्रिया का बहुत सारा हिस्सा बहुत सारा समय नष्ट हो जाता है सिद्धार्थ और उसका ध्यान भी टूटता है नित्थिन हां बिल्कुल सिद्धार्थ तो वह दुखी होगा उसके बाद पुराने और नए अध्ययन में संबंध स्थापित करने की बात पर आते हैं नित्थिन यह तो एक सकारात्मक पहलू है क्योंकि वो जो उसने पहले सीखा है और जो अब सीख रहा है उन्हें समझ कर परस्पर संबंध स्थापित कर रहा है श्याम यह तो उसके लिए ठीक है सिद्धार्थ यह तो अध्ययन के "दौरान" की क्रियाएं हो गई अब हम उसके "बाद" की क्रिया नए विषय पर अपने को जांचना की ओर बढ़ते हैं यहां पर शायद वह फिर से उत्सुक होगा नित्थिन हां उत्सुक श्याम उत्सुक यह जानने के लिए कि उसने कितना सीखा नित्थिन हाँ जानने के लिए उत्सुक सिद्धार्थ अभी भी ना खुश ना उदास सुप्रतिव क्योंकि वह असमंजस में है सिद्धार्थ वह असमंजस में है इसलिए वह भावना हीन और उत्सुक है अब हम सकारात्मक परिणाम की ओर बढ़ते हैं नित्थिन उसके के लिए सकारात्मक परिणाम सुप्रतिव निश्चय ही प्रिंस इससे बहुत खुश होगा श्याम और यहां वह निश्चित तौर पर दुखी होगा क्योंकि वह टेस्ट में असफल रहा है नित्थिन इसका मतलब उसे विषय पूरी तरीके से समझ में नहीं आया सिद्धार्थ तो उसे वापस D1 पर जाना होगा जो कि उसके लिए दुख देने वाला होगा अब हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं जो कि 2 को ही आगे बढ़ा रही है यह अगले विषय पर बढ़ने के बारे में है तो यहां वह खुश होगा प्रोफेसर अभी तक सब कुछ अच्छे से चल रहा है और मैं फिर से कहूँगा की मुझे यह पसंद आया कि आपने इस पूरे क्रिया कलाप को विस्तार पूर्वक समाप्त किया है और ग्राहक जर्नी मैप में मूलभूत सभी बिंदुओं को पूरा किया है मेरे ख्याल में हमने सफलतापूर्वक दो व्यक्तित्व भी पूरे किए हैं और मैं दूसरे व्यक्तित्व के कस्टमर जर्नी मैप के नतीजे जो आप लोगों ने निकाले हैं उनसे बहुत खुश हूं मैं मुख्य बिंदुओं को एक बार दोहरा लूँगा पहला भाग ग्राहक की जनंकिकी है उम्र भौगोलिक स्थान और मजे के लिए आप उस व्यक्तित्व को एक नाम भी दे सकते हैं जो उसके व्यक्तित्व को पूरा कर दें फिर इस क्रिया को तीन भागों "पहले" "दौरान" और "बाद" में बांटा जाता है और इन लोगों ने इसका पालन किया आपको कुछ सलाह भी दी गई जैसे कि लूप्स अनेक व्यक्तित्व हमने इनमें से कुछ किए और आखरी भाग भावनात्मक नक्शा बनाना है जिसमें कि हमने दुख खुशी उलझन और विस्मय जैसी भावनाएं ली और अब हमारे पास आपके लिए एक विशेष बोनस है जिसे हम आपको अपने अगले वीडियो में दिखाएंगे तो अगले बोनस वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए